नमस्कार डिज़ाइन थिंकिंग के कोर्स में आपका स्वागत है मैंने आपको डिज़ाइन थिंकिंग के चार चरणों के बारे में आपको बताया है यह इस प्रकार है दूसरे के नज़रिया को समझना विश्लेषण समाधान व परीक्षण तो यह वह चरण है जिनके बारे में मैंने तब सोचा था जब हम कुछ साल पहले मुझे ठीक से याद नहीं डिज़ाइन थिंकिंग के कोर्स की पहली बार रूपरेखा तैयार कर रहे थे एक विचार जो मेरे मन में बार बार आ रहा था वह यह की क्या यह समय के साथ सही सिद्ध होगा क्या इन चार चरणों से कुछ मायने निकलेंगे क्या ऐसा कार्य पहले किसी ने किया है मुझे कुछ पक्का नहीं हो पा रहा था अनेक लोगों को घूमने फिरने का शौक है मुझे भी नई जगह पर जाना जहां मैं पहले नहीं गया हूं की यात्रा करने का बहुत शौक है तो मैंने भारत के सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक का भ्रमण करने की योजना बनाई इस समय हम वास्तव में बौद्ध गुफाओं में से एक मैं खड़े हैं जो कि करीब 2200 वर्ष पुरानी है बहुत पुरानी जाहिर सी बात है हम सब से भी पुरानी है मै सोच रहा हूँ कि इन गुफाओं का डिज़ाइन थिंकिंग से क्या संबंध है हम पता लगाएंगे हम अभी भाजा गुफाओं में हैं यह भारत के पुणे शहर से 60 70 किलोमीटर की दूरी पर है यह गुफाएं 2200 वर्ष पुरानी है इनमें से करीब 20 गुफाएं खासतौर पर प्रार्थना ध्यान और भिक्षुको के निवास के लिए प्रयोग की जाती थी आप मेरे चारों तरफ जो गुफाएं देख रहे हैं वे निवास के लिए थी और भिक्षुक वापस आकर यहां प्रार्थना करते थे यह एक प्रकार की मॉनेस्ट्री थी जहां भिक्षुक रहते थे मै इन गुफाओं को देखकर कुतूहल में आ गया और तब मैंने सोचा कि ठीक है मुझे इनके के बारे में ज्यादा जाना चाहिए मुझे पता चला इन लोगों ने अपना बहुत समय बुध यानी भगवान बुद्ध की प्रार्थना में लगाया तो मैं उत्सुक हो गया और मैंने सोचा "क्या मैं पता लगा सकता हूं कि वह क्या है जो यह कर रहा है यह मेरी यात्रा की तैयारी में से एक था और मैंने कहा की मैं ऑनलाइन जाकर पता लगाऊं और मैंने पता लगा लिया फिर मैं ऐसे बिंदु पर आया जहां पर मैंने भगवान बुद्ध के मुख्य उपदेशों को देखा जब उन्हें 49 दिनों के ध्यान के बाद प्रबोधन मिला था वे अपने प्रथम वर्ग के अनुयायियों के पास सारनाथ गए जो कि भारत के केंद्र के पास है और उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 अनुयायिओं को दिया उनके 5 अनुयायियों ने उनको लीन होकर ध्यानपूर्वक सुना जो भगवान बुद्ध ने अपने प्रबोधन के बाद बताया वह चार आर्य सत्य थे तो मैं आपको बताऊंगा कि वह आर्यसत्य क्या थे और फिर मैं आपको अनुमान लगाने का मौका दूंगा कि इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं मैं आपको यह कड़ी जोड़ने का मौका दूंगा दुख या पीड़ा भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया पहला आर्य सत्य था संसार में पीड़ा है और इस बात को को हमें स्वीकार करना पड़ेगाl यह बात शुरुआत मे काफी निराशाजनक लगती है परन्तु भगवान् बुद्ध ने पाया कि यह पीड़ा मृत्यु जन्म आयु वृद्धि बिमारी या भौतिक संपत्ति से अत्यधिक लगाव या अपनी इच्छाएं पूरी न कर पाने या किसी अपने को खो देने के कारण हो सकती है l यह सब आपकी पीड़ा के कारण हो सकते हैंl उनका मतलब यह नहीं था कि हम यह सब छोड़कर इस संसार मे सन्यासी हो जाएँ l वे सिर्फ यह सुझाव दे रहे थे कि पीड़ा जीवन का अभिन्न अंग है एक सिक्के के दो पहलू हैं सुख एक तरफ और पीड़ा दूसरी तरफ इस प्रकार वह दोनों एक हैं आप वास्तव में एक ही चीज को देख रहे हैं तो दुख उनका पहला आर्य सत्य था दूसरे आर्य सत्य जिसके विषय में भगवान बुद्ध ने बात करी वह समुदाय या मूल कारण तक पहुंचने के बारे में था मतलब की यह जानना की पीड़ा का मूल कारण क्या है जो झरने आपने अभी देखें वह किसी ऐसे स्रोत से आए हैं जो कि बहुत ऊंचाई पर है तो आप अपनी पीड़ा के मूल कारण को जानने के लिए ध्यान कर सकते हैं विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं अपने समुदाय में बात कर सकते हैं या परिवार के सम्बल से आप पीड़ा के मूल कारण तक पहुंच सकते हैं समुदाय उनके द्वारा दिया गया दूसरा आर्य सत्य था तीसरा सत्य था निरोध या विराम पीड़ा का अंत करना यह भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया तीसरा सत्य था यह तब होगा जब आप एक बार अपनी पीड़ा के मूल कारण तक पहुंच जाएंगे तब आपको हिसाब लगाना होगा कि इस पीड़ा को कैसे समाप्त किया जाए हम कैसे इसे शांत करें कैसे इसे कम करें आप अपने दोस्तों समुदाय प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों और परिवार से सहायता ले सकते हैं यह जानने के लिए कि आप क्या करें तो निरोध भगवान बुद्ध की तीसरी सीख थीl मैं आपको एक बहुत ही कमाल की वस्तु दिखाता हूं मैंने पहले ही बताया है कि यह गुफाएं कम से कम 2200 साल पुरानी है शायद आप सबने तबला नाम के इस यंत्र का नाम सुना होगा और आप में से कुछ लोग इसको बजाते भी होंगे मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा की 2200 साल पहले तबला कैसा दिखता था मैं आपको उंगली से दिखाने की कोशिश करता हूं की यहां पर एक स्त्री तबला बजा रही है यह उसका एक ड्रम है और यह दूसरा मेरे हिसाब से वह दूसरा ड्रम है तो यह तबला बजा रही है यह तबला के बारे में उपलब्ध सबसे प्राचीन साक्ष्यों में से एक है और आप यह भी देख सकते हैं की इंद्रदेव अपने सफेद हाथी एरावत पर विराजमान हैं यही वह हाथी है जिसकी सवारी करके वे स्वर्ग लोक का भ्रमण करते हैं वे स्वर्ग के राजा हैं मौसम के राजा हैं और वे यही काम करते हैं मेरी दाएं तरफ आप सूर्य देव को 4 घोड़ों वाले अपने रथ पर सहचारियो के साथ सवार देख सकते हैं आप पहिए का हिस्सा देख सकते हैं और सूर्य देव को मेरे ख्याल में अपनी सहचारियो के साथ स्वर्ग के आर पार सवारी करते हुए देख सकते हैं यह अदभुत है मेरे लिए अदभुत है दोनों की नक्काशी इतनी शानदार है कि समय के साथ भी यह फ़ीके नहीं पड़े चौथा आर्य सत्य मार्ग है जो आप बाकी के तीन आर्य सत्य में करते हैं वह आपका आगे का मार्ग निर्धारित करता है यह पीड़ा को शांत करना उसे कम करना है आप अपने को पीड़ा समाप्त करने के पथ पर चलाने लगते हैं यही मार्ग है इस तरीके से आप निर्वाण या मुक्ति के पद पर अग्रसर हो जाते हैं यही चारों आर्य सत्य थे एक बार दोहराने के लिए पहला दुख है पीड़ा का स्वीकार करना दूसरा समुदाय जहां आप पीड़ा का मूल कारण पता लगाते हैं तीसरा है निरोध पीड़ा को समाप्त करना और चौथा है मार्ग अपने को पीड़ा समाप्त करने के मार्ग पर चलाना अब इस सबका डिजाइन थिंकिंग से क्या लेना देना है अगर आप यह नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बताऊंगा डिज़ाइन थिंकिंग और भगवान बुध के चार आर्य सत्य में आपस में क्या संबंध है मूल रूप से आपने अपने ग्राहक के नज़रिए को समझा और जाना कि वह किस पीड़ा से गुजर रहे हैं उनके अनुभव की गहराई में जाइए यह जानने के लिए कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं दूसरा है विश्लेषण जहां पर कि आप उनकी पीड़ा का मूल कारण जानने की कोशिश करते हैं कि वह ऐसे अनुभव से क्यों गुजर रहे है मूल कारण जानने से आप यह समझ पाते हैं कि आपको वास्तव में उनकी मदद कहां पर करनी है उसके बाद आता है समाधान जब आप उनकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए हल सृजनात्मक विचार देते हैं जिससे कि आप उनकी पीड़ा को समाप्त कर पाते हैं अंत में परीक्षण का चरण आता है जिसमें आप अपने आप को उस मार्ग पर ले जाते हैं जिससे कि ग्राहक की पीड़ा समाप्त हो आप उस मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं मैं अपने ग्राहक के पास वापस जाकर अपना समाधान दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा की उनकी पीड़ा समाप्त हो उनकी समस्याएं खत्म हो और वे पहले से ज्यादा खुश हो तो यह चार चरण थे और मैंने यह पता लगाया की ये आपस में संबंधित है और मैंने कहा " वाह यह तो लाजवाब है यह तो बहुत अच्छा है " हमारे पास 2200 साल पुराना सबूत है जो कि कोई और ले कर आया और वाकई में यह कारगर साबित हुआ साथ ही में थोड़ा निराश भी था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने इन चार चरणों के बारे में सोचा दुर्भाग्य से मैं 2200 साल पुराना या 2200 साल देरी से आया पर जब तक यह तरीका काम करता है और यह किसी के लिए उपयोगी है तब तक ठीक है तो यह चार चरण आप डिज़ाइन थिंकिंग के कोर्स में प्रयोग करेंगे